तो अगला हम एआरएम में एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे अब जहां तक एक्सेप्शन की बात है तो हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो प्रोग्राम के सामान्य निष्पादन में नहीं हो रही हैं इसलिए जब प्रोग्राम को निष्पादित किया जाता है और उन सभी की तरह जो वे नहीं हो रहे हैं लेकिन ये कुछ असाधारण स्थितियां हैं तो 8085 और 8051के बारे में चर्चा करते हुए हम इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं तो यह मूल रूप से उन एक्सेप्शन के समान है जिन्हें हम यहां कहते हैं इसलिए वे सभी एक्सेप्शन स्थितियां हैं इसलिए वे विभिन्न स्थितियों से हो सकते हैं जैसे एक यह है कि निर्देशों के निष्पादन के माध्यम से तो कुछ निर्देश निष्पादित किए जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप एक्सेप्शन उत्पन्न हुआ है जैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो हमें यह SWI निर्देश मिला है या Intel परिचित प्रोसेसर8085 के लिए हमें RST मिला है हमें 8086 में INT निर्देश मिला है तो उन्हें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहा जाता है और जब वे होते हैं तो कुछ विशेष सेवा को लागू करना होता है इसलिए प्रोसेसर को यूजर मोड के ऑपरेशन से प्रिविलेडगेड मोड पर स्विच करने की आवश्यकता है ताकि रूटीन के लिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम उस मोड में चले तो यह एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है तो यह एक स्रोत है दूसरा स्रोत अपरिभाषित निर्देश है जैसे कि जब प्रोसेसर निर्देश प्राप्त कर रहा है और उन्हें निष्पादित कर रहा है तो अगर ऐसा होता है तो उस निर्देश के ओपकोड भाग का हिस्सा है जो प्रोसेसर को मिला हैवो प्रोसेसर या कोपरोसेसर के किसी भी ज्ञात ऑपकोड से मेल नहीं खाता है तो कोप्रोसेसर का मतलब है कि कई बार हमें कुछ अतिरिक्त प्रोसेसर कि जरूरत होती है जो प्रोग्राम को निष्पादित करने में मदद करता है जैसे कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त प्रोसेसर हो सकते हैं जो फ़्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनकरने में मदद करेंगे इसलिए जब भी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पाए जाते हैं तो इस कार्य को कोप्रोसेसर को दिया जाता है तो हम उन्हें बाद में देखेंगे तो यह अपरिभाषित निर्देश का मतलब है कि वे निर्देश ओपोड जो इसे मिला है न तो प्रोसेसर का ओपकोड है और न ही किसी भी कोप्रोसेसर्स का ओपकोड जो इसके पास हो सकता है तो वह एक शर्त है और एक स्थिति मेमोरी एबॉर्ट है मेमोरी एबॉर्ट का मतलब है कि यह मेमोरी से सामग्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कहते हैं कि मेमोरी लोकेशन उपलब्ध नहीं है हालाँकि मान लीजिये कि हमारे पास 32 बिट एड्रेस बस है हो सकता है कि हमारे पास शायद सिस्टम में इतनी मेमोरी उपलब्ध न हो इसलिए जब यह उस सीमा से आगे बढ़ जाता है तो यह होगा मेमोरी फाल्ट डाटा फेच फेलियर जैसे इंस्ट्रक्शन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि अगर हम कुछ डेटा लाने की कोशिश कर रहे हैं जब वह ऑपरेंड मेमोरी ऑपरेंड है जिसे हम मेमोरी लोकेशन से डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह मेमोरी लोकेशन प्रोसेसर एड्रेस स्पेस के भीतर नहीं होता है या विशेष मेमोरी एड्रेस अनुपस्थित है मेमोरी चिप में इसलिए इस प्रकार की स्थितियां एक डेटा फेच फेलियर हैं अन्य स्रोत जो कि वास्तव में इंटरप्ट के स्रोत हैं जैसे कि रीसेट बटन जो हमारे पास एआरएम प्रोसेसर में हैं या FIQ पिन IRQ पिन है यदि हम उन्हें सक्रिय कर रहे हैं जिनके कारण हम इंटरप्ट पाते है और परिणामस्वरूप ये इस एक्सेप्शन के अन्य स्रोत हैं इसलिए इन सभी एक्सेप्शन के साथ ऐसा होता है कि यह एक प्रोसेसर है जो प्रिविलेडगेड मोड में स्विच करता है इसलिए यूजर मोड से यह प्रिविलेडगेड मोड में जाएगा या तो यह सिस्टम मोड में जाएगा या यह इस तरह के FIQ मोड IRQ मोड में से एक में जाएगा तो यहां छह अलग अलग मोड हैं जो हमने पहले देखे हैं तो यह प्रिविलेडगेड मोड में से एक में जाएगा PC 4 का वर्तमान मूल्य लिंक रजिस्टर में सहेजा जाएगा तो PC4 का वर्तमान मूल्य अगले निर्देश है हर निर्देश 4 बाइट लंबा होता है तो PC 4 यह अगला अनुदेश पता लिंक रजिस्टर में सहेजा जाएगा फिर सीपीएसआर रजिस्टर वैल्यू को उस प्रिविलेडगेड मोड केएसपीएसआर में कॉपी किया जाएगा इसलिए ऑपरेशन के प्रत्येक मोड के लिए कई एसपीएसआर रजिस्टर हैं तो यह सीपीएसआर मूल्य एसपीएसआर रजिस्टर पर कॉपी किया जाएगा आईरक्यू इंटरप्ट को अक्षम कर दिया जाएगा तो और यदि एक्सेप्शन फईक्यू के कारण होता है तो फईक्यू इंटरप्ट भी अक्षम हैं इसलिए आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन में इंटरप्ट को अलग से सक्षम करने की आवश्यकता है ताकि उन इंटरप्ट को फिर से प्रयोग करने योग्य बनाया जा सके और प्रोग्राम काउंटर को कुछ एक्सेप्शन वेक्टर एड्रेस के साथ लोड किया जाएगा तो एआरएम के मामले में सभी इंटरप्ट वेक्टोरेड इंटरप्ट हैं इसलिए उनके एड्रेस तय हैं वे हार्डवेयर द्वारा परिभाषित किए गए हैं टारगेट एड्रेस यह आईएसआरहोगा वह पता तय है तो प्रोग्राम काउंटर वाले प्रोसेसर को वह मान मिलेगा और एक्सेप्शन निष्पादन शुरू हो जाएगा तो यह ऑपरेशंस का क्रम है जो तब होता है जब एआरएम प्रोसेसर में एक्सेप्शन होते हैं तो आगे हम देखते हैं कि वेक्टर तालिका जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी एक्सेप्शन वेवेक्टोरेड इंटरप्ट हैं तो यह रीसेट मोड जो स्विच करता है सुपरवाइजर मोड में है और प्रोग्राम काउंटर वैल्यू सभी 0 हो जाता है इसलिए यह मेमोरी के पहले स्थान पर आता है तो उस स्थान से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को माध्यमिक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लोड करने के लिए ओएस कोड मिल सकता है तो यह एक रीसेट मोड है फिर एक अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन मोड है इसलिए अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन यदि ऐसा होता है तो यह पते 0x4 पर ब्रांच करता है इसलिए यह पते 4 पर जाता है इसलिए आप देखेंगे कि 2 ऐसे मोड के बीच हमें केवल 4 बाइट्स मिले हैं तो आपके पास वेक्टर स्थान में केवल एक निर्देश हो सकता है और 8051 या 8085 जैसे अन्य प्रोसेसर के विपरीत जहां हमें कम से कम 4 से 8 बाइट्स उपलब्ध हैं ताकि छोटी इंटरप्ट सर्विस रूटीन वहां खुद आयोजित की जा सके लेकिन सामान्य रूप से जो गैर काम करने वाला समाधान पाया जाता है तो अधिकांश इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो हमारे पास 8 बाइट्स से अधिक है इसलिए उन 4 बाइट्स लगाने के लिए कोई मतलब नहीं है बीच में एड्रेस वेक्टर को इंटरप्ट करने के लिए तो एआरएम के मामले में बंद कर दिया गया है और फिर क्या होता है कि आपके पास इस 4 बाइट में आप 4 वर्ड रख सकते हैं आप केवल एक जम्प निर्देश डाल सकते हैं तो वह जंप इंस्ट्रक्शन आपको वास्तविक इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर ले जाएगा फिर अपरिभाषित निर्देश के बाद हमें मिला है कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट SWI और यदि मोड सुपरवाइजर मोड है और वेक्टर एड्रेस 8 है सभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए तो आपको याद है कि एआरएम प्रोसेसर में 224सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं और उन सभी के लिए नियंत्रण इस विशेष पते 8 पर आ जाएगा इसलिए यहां से हमें एसडब्ल्यूआई सेवा में जाना चाहिए और वहां मुझे n मूल्य का विश्लेषण करना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में कौन से इंटरप्टउत्पन्न हुए हैं ताकि यह पूरा निर्देश अनुदेश रजिस्टर में उपलब्ध हो तो वहां से यह पता लगाया जा सकता है कि किस सर्विस को बुलाया गया है यहाँ प्रीफ़ेट एबॉर्ट हो सकता है इसलिए निर्देश के दौरान यदि एबॉर्ट होता है तो ऑपरेशन मोड एबॉर्ट मोड है जिसका वेक्टर एड्रेस C है और डेटा एबॉर्ट के मामले में यह डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और यह नहीं मिल रहा है तो डेटा एबॉर्ट तो उस स्थिति में पता 10 है और उसके बाद आईआरक्यू आईआरक्यू इंटरप्ट को यह पता 18 और फआरक्यू या पहला इंटरप्ट को पता 1C मिला है तो यह वितरण है और हम देखेंगे कि यह वितरण इस प्रोसेसर के संचालन को कुछ मायने में मदद करता है तो सबसे पहले यह वेक्टर स्थान 14 गायब है इसलिए यदि आप 10 के बाद गौर करते हैं तो अगला पता 14 होना चाहिए था लेकिन वह नहीं है तो वह 14 गायब है और यह बैकवर्ड कम्पेटिबिलिटी के लिए है एआरएम के कुछ पिछले संस्करण के साथ इसलिए कम्पेटिबिलिटी रखने के लिए 14 गायब है एक और दिलचस्प बात यह है कि आप देखते हैं कि हमें यह FIQ इंटरप्टमिली है जो कि स्थान 1C पर है और उसके बाद वेक्टर टेबल के लिए कोई अन्य प्रविष्टि नहीं है तो क्या होता है आप सीधे इस पते से इस इंटरप्ट सर्विस रूटीनको शुरू कर सकते हैं तो एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप FIQ सर्विस रूटीन लिखना शुरू कर सकते हैं इसलिए यह किसी भी अन्य इंटरप्ट सर्विस को अधिलेखित नहीं करेगा जबकि अन्य मामलों के लिए अन्य इंटरप्ट के लिए जैसे इस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या अपरिभाषित निर्देश जैसे कि उन ISRS तो अगर वे इस पते पर शुरू करते हैं तो वे इस वेक्टर तालिका के इन स्थानों को अधिलेखित कर देंगे इसलिए परिणामस्वरूप अन्य इंटरप्ट ठीक से काम नहीं करेंगे अन्य एक्सेप्शन ठीक से काम नहीं करेंगे लेकिन FIQ के लिए यह अंतिम प्रविष्टि है और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो हम उस पते से आगे से इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को शुरू कर सकते हैं तो यह समय बचाता है क्योंकि अन्यथा अन्य निर्देश अन्य इंटर एक्सेप्शन जो आपको करना है वह एक जम्प अनुदेश रखना हैं इसलिए प्रत्येक ISR कोड हालांकि उन एक्सेप्शन के लिए है उन्हें एक अतिरिक्त जम्प अनुदेश का ओवरहेड मिला है तो इस तरह यह FIQ इंटरप्ट की तुलना में सक्रियण के लिए कुछ और समय लेगा तो हम देख सकते हैं कि दो कारणों की वजह से ARM प्रोसेसर में FIQ इंटरप्ट बहुत तेज है एक कारण यह है कि हम इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR एक्सेप्शन पते के अंतिम 1C पर है इसलिए यह FIQ इंटरप्ट दो कारणों से तेज है एक कारण यह है कि उन्हें रजिस्टर सेट का एक अलग सेट मिला है तो यह एक कारण है और दूसरा कारण जो हमारे पास है वह इस उच्चतम पते के कारण है तो ISR की शुरुआत में उस जंप इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी तो इस वजह से FIQ अन्य इंटरप्ट की तुलना में तेज है यह उन ऑपरेशन में मदद करता है जैसे कि महत्वपूर्ण इंटरप्ट को इसमें डाल दिया जाए तो आप इस FIQ में डाल सकते हैं ताकि हम उस सेवा को पहले प्राप्त कर सकें अगला हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ संख्याओं के एक सेट में अधिकतम खोजने के लिए एक उदाहरण प्रोग्राम दिया गया है तो यह ऐसा है कि हम पहले R 1रजिस्टर इसे साफ करते हैं ताकि R1 में सबसे बड़ी संख्या रखा जा सके तो R1 के साथ Xor R1करे और परिणाम भी R1होगा यह शून्य होगा तो R2 रजिस्टर तो अगर मैं मानता हूँ कि नंबर एक सरणी में संग्रहीत हैं और R0 रजिस्टर उस ब्लॉक की शुरुआत को इंगित करता है तो यह माना जाता है कि R0 रजिस्टर मेमोरी को होल्ड कर रहा है जहां यह मान हैं तो R0 रजिस्टर शुरुआत की ओर इशारा करता है और यह ब्लॉक इस R2 रजिस्टर के साथ समाप्त हो रहा है तो यह R1 और R2 रजिस्टर गिनती रखता है जैसे कि उस सरणी में कितने नंबर हैं फिर हम पहले R2 की तुलना 0 के साथ करते हैं तो अगर R2 0 है इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए तो यह खत्म हो जाएगा ब्रांचऑन इक्वल टू पर अन्यथा यह इस स्टेटमेंट पर आता है और इस स्टेटमेंट में LDR R3 ब्रैकेट R0 के भीतर है तो आपके पास जो पहला नंबर वो R3 रजिस्टर में लोड किया गया है फिर हम R3 की R1 से तुलना करते हैं तो R1 वर्तमान अधिकतम मान को धारण कर रहा है इसलिए हम R3 की तुलना R1 से करते हैं तो यह माना जाता है कि सभी संख्याएं सकारात्मक हैं यदि नकारात्मक संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से यह एल्गोरिथ्म काम नहीं कर सकता है तो आप R3 की तुलना R1 से करते हैं और अगर यहाँ कैरी है तो इसका मतलब है कि यदि R1 बड़ा है तो कैरी होगा तो हम इस लूप टेस्ट के लिए आएंगे तो अन्यथा यह नया नंबर R 3 बड़ा है इसलिए हम R 3 को R 1 में स्थानांतरित करते हैं फिर हमें अगले नंबर पर जाना चाहिए और चूंकि ये विशिष्ट संख्याएँ 32 बिट संख्या हैं तो यह माना जाता है कि इस R0 को 4 से बढ़ाना चाहिए ताकि हम अगले नंबर पर आएं तो वृद्धि बिंदु R0 हैं तो हम इस R2 को 1 से कम करते हैं इसलिए हम R2 को 1 से कम करते हैं और यदि यह समान नहीं है तो ब्रांच नॉट इक्वल टू लूप पर जायेगा इसलिए यदि हम R21 को R2 से घटाते हैं और संख्या को R2 में संग्रहीत करते हैं और फिर यदि यह बराबर नहीं है तो 0 फ्लैग सेट है तो यह समानता फ्लैग होगा इसलिए यदि शाखा लूप के बराबर नहीं है तो हम इस बिंदु पर वापस आएंगे फिर से अगले नंबर को लोड करेंगे और तुलना करेंगे इसलिए ऐसे विभिन्न तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा यह प्रोग्राम लिखा जा सकता है और उद्देश्य यह भी नहीं कहना है कि ठीक है हमने इस सभी एआरएमनिर्देशों का बहुत अच्छा सर्वेक्षण किया है लेकिन हम एआरएम की विशेषताओं पर गौर करने का प्रयास कर रहे हैं और निर्देश के प्रकार जो वहाँ हैं इसलिए यह प्रोग्राम केवल एक उदाहरण है कि कुछ ऑपरेशन करने के लिए उन निर्देशों का उपयोग कैसे करें तो आगे हम एक अन्य प्रोग्राम को देखेंगे तो आप दो नल्ल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स की तुलना करना चाहते हैं तो नल्ल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग का अर्थ है कि मुझे ऐसा मिला है यदि पहला स्ट्रिंग ए बी सी है इसलिए वे क्रमिक स्थानों ए बी सी में संग्रहीत हैं इसके बाद एक 0 है करैक्टर A करैक्टर B और करैक्टर C और फिर एक नल्ल करैक्टर है और दूसरा स्ट्रिंग कुछ X Y Z W जैसा हो सकता है और फिर 0 तो यह दूसरी स्ट्रिंग है जबकि हमारे पास इस प्रकार की चीज़ 0 है इसलिए हमें इसकी तुलना करनी होगी LDRB R3 R0 यह माना जाता है कि R0 पहले स्ट्रिंग की शुरुआत को इंगित करता है तो अगर यह मेरी मेमोरी है और हो सकता है कि इस क्षेत्र में मुझे पहला स्ट्रिंग मिला हो तो यह R0 द्वारा इंगित किया गया है और इस क्षेत्र में हमें दूसरा स्ट्रिंग मिला है जो R1 द्वारा इंगित किया गया है इसलिए LDRB R3 ब्रैकेट R0 है तो यह अगला करैक्टर स्ट्रिंग1से लिया जाएगा और LDRB R4 ब्रैकेट R 1तो यह R 4 में स्ट्रिंग 2 का अगला करैक्टर प्राप्त करेगा हम R3 की तुलना R4 से करते हैं इसलिए यदि वे समान नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप से वे समान नहीं हैं हम सिर्फ यह जांचते हैं कि स्ट्रिंगसमान हैं या नहीं इसलिए यदि वे समान नहीं हैं तो हम इसी स्थान पर आते हैं और यह R2 में माइनस 1 ये कहने के लिए कि वे मेल नहीं खा रहे हैं यदि पहले दो करैक्टरवे समान हैं तो हम अगले करैक्टर के साथ तुलना करते हैं इसलिए उस प्रयोजन के लिए R0 को एक और R 1 को एक द्वारा बढ़ाया जाता है वे अब स्ट्रिंग्स के अगले दो करैक्टर की ओर इशारा कर रहे हैं और फिर हम शाखा 2 के भीतर तुलना करते हैं और बीएएल हमेशा शाखा है तो यह इस लूप में आता है और यह फिर R3 में अगले करैक्टर B और R4 में दूसरे स्ट्रिंग के अगले करैक्टर को डालेगा और तुलना करेगा इसलिए यदि उनमें से कोई भी करैक्टरसमान नहीं है तो यह BNE ट्रू हो जायेगा तो यह यहाँ आ जाएगा और R 2 में 1 वैल्यू आ जायेगा और अगर किसी भी समय हम पाते हैं कि स्ट्रिंग समान नहीं हैं हम शेष करैक्टर की तुलना नहीं करते हैं तो हम बस इसी हिस्से को छोड़ते हैं और हम हमेशा शाखा पर आते हैं इसलिए यदि R2 को माइनस 1 मिल रहा है उसके बाद हम इस बिंदु पर आ रहे हैं तो प्रोग्राम समाप्त होता है या यदि यह हमेशा एक ही है तो हम इस कदम R2 में0 को स्थानांतरित करते हैं तो R2 रजिस्टर को 0 मान मिलता है तो यदि स्ट्रिंग्स समान हैं तो R2 में 0 मिलेगा यदि स्ट्रिंग्स समान नहीं हैं तो R2 को माइनस 1 मिलेगा तो यह दो स्ट्रिंग्स के बीच तुलना है कि वे समान हैं या नहीं तो आप इस प्रोग्राम को यह जांचने के लिए बढ़ा सकते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग दूसरे से बड़ा है इस प्रकार के चेक शामिल किए जा सकते हैं तो अगला हम एआरएम के उन्नत प्रोसेसर को देखते हैं जैसे मैंने कहा कि एआरएम प्रोसेसर वे कोर्टेक्स परिवार के प्रोसेसर हैं और इसे एआरएम कोर्टेक्स में विकसित किए गए हैं तो यह तीन अलग अलग परिवारों में विभाजित है तो एक कोर्टेक्स ए परिवार है तो यह सर्वर के लिए है या आप कह सकते हैं कि यह एप्लिकेशन प्रोसेसर के लिए है अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करने के लिए तो यह मूल रूप से कम्प्यूटेशनल काम के लिए है यदि आप बहुत सारे कम्प्यूटेशनल सर्वर जैसे अनुप्रयोग करते हैं तो वहाँ इस कोर्टेक्स ए श्रृंखला के प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है फिर एम्बेडेड प्रोसेसर और रीयल टाइम एप्लिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग और कंट्रोल एप्लिकेशन के लिए हमें प्रोसेसर के कोर्टेक्स आर श्रृंखला और माइक्रोकंट्रोलर उन्मुख अनुप्रयोगों और प्रोसेसर के लिए हमें यह कोर्टेक्स एम श्रृंखला मिली है तो यह माइक्रोकंट्रोलर और सिस्टम ऑन चिप के जैसे एप्लीकेशन पर कोर्टेक्स एम श्रृंखला प्रोसेसर की वकालत की जाती है इसलिए कोर्टेक्स एम प्रोसेसर वे हमारी चर्चा के अधिक करीब हैं तो हम उन कोर्टेक्स एम प्रोसेसर पर गौर करेंगे तो कोर्टेक्स एम प्रोसेसर रजिस्टर सेट एक समान है जैसे कि R0 से R15 उसके आलावा हमारे पास PSR प्रोग्राम सेट रजिस्टर CPSR SPSR है क्योंकि कोर्टेक्स एम का पूरा असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल है तो उन्होंने क्या किया है इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे C कंपाइलर विकसित किए हैं ताकि आप अपने विनिर्देश C भाषा में लिख सकते हैं और फिर इस कंपाइलर के माध्यम से आप इस कॉर्टेक्स प्रोसेसर के लिए कोड उत्पन्न कर सकते हैं फिर स्टैक आधारित निष्पादित एक्सेप्शन मॉडल इसलिए जब भी कुछ एक्सेप्शन होता है तो इन मूल्यों को स्टैक में सहेजा जाता है तो स्वचालित रूप से यह रजिस्टर मान बच जाएगा और केवल दो प्रोसेसर मोड हैं एक यूजर मोड है और दूसरा एक थ्रेड मोड है तो उच्चतर यह होगा यूजर कार्य निष्पादित किया जाएगा और ओएस कार्यों और एक्सेप्शन के लिए हैंडलर मोडहैं तो उस छह मोड के बजाय हैं हमें केवल दो मोड मिले हैं और वेक्टर टेबल में उन एक्सेप्शन के पते होंगे तो कोर्टेक्स एम 3 में हमें यह नॉन प्रिविलेडगेड मोड या यूजर मोड और प्रिविलेडगेड मोड या ओएस मोड मिला है फिर ऐसा होने पर नॉन प्रिविलेडगेड मोड में यह एप्लिकेशन कोड चलेगा और प्रिविलेडगेड मोड में हमारे पास सिस्टम कॉल होगा इसलिए जब कभी कभी एप्लिकेशन कोड चल रहा होता है तब हम एक सिस्टम कॉल करते हैं तो यह प्रिविलेडगेड मोड में जाएगा या यदि यह अपरिभाषित निर्देश है तो यह प्रिविलेडगेड मोड में जाएगा इसलिए सभी अबो्र्ट इंटरप्ट और रीसेट वे सभी ऑपरेशन प्रिविलेडगेड मोड में संभाले जाते हैं ठीक है तो यह सुपरवाइजर या हैंडलर मोड है और यह यूजर या थ्रेड मोड है इंटरप्ट सँभालने के लिए इसने एक विशेष चीज़ को शामिल किया है जैसे कि हमें एक नॉन मस्क़ब्ले इंटरप्ट मिला है तो यह INT NMI है तो यह एक नॉन मस्क़ब्ले इंटरप्ट है जो समर्थित है और फिर हमें 240 प्राथमिकता इंटरप्ट मिल गए हैं तो 1 से 240 प्राथमिकता इंटरप्टका समर्थन किया जाता है और इन इंटरप्ट को मास्क किया जा सकता है इसलिए अपने 8085 या कहें कि 8051 के विपरीत जहां हमें सीमित संख्या में इंटरप्टमिलते हैं यहां इंटरप्ट की संख्या वास्तव में बड़ी है और यह उपयोगी है जैसे यदि आप कुछ एम्बेडेड अनुप्रयोग कर रहे हैं तो सिस्टम से जुड़े विभिन्न डिवाइस हो सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको इन सभी इंटरप्ट की आवश्यकता हो सकती है तो 240 ऐसी प्राथमिकता वाले इंटरप्ट हैं इसलिए हमारे पास ये इंटरप्टको मास्क किया जा सकता है और क्रियान्वयन विकल्प इंटरप्ट की संख्या का चयन समर्थित है तो मूल एआरएम कोड बताएगा कि यह 240 मस्क़ब्ले इंटरप्ट का समर्थन करेगा लेकिन आप यह बता सकते हैं कि मेरे सिस्टम में मुझे वह नहीं चाहिए इसलिए मैं उनमें से केवल 20 को चाहता हूं तो स्वाभाविक रूप से यह एनवीआईसी मॉड्यूल है जो नॉट नेस्टेड इंटरप्ट कंट्रोलर मॉड्यूल है इसलिए यह इस कोर्टेक्स एम 3 प्रोसेसर का एक हिस्सा है तो आप इस एनवीआईसी के डिजाइन को सरल बना सकते हैं अगर इंटरप्ट की संख्या एनवीआईसी की तुलना में कम है तो डिजाइन भी सरल हो जाएगा और इंटरप्ट इनपुट एक्टिव हाई हैं सभी एनवीआईसी में जाने वाले एक्टिव हाई इंटरप्ट हैं तो इस इंटरप्टनियंत्रक को एम 3 प्रोसेसर में जोड़ा गया है जहां तक एक्सेप्शन का सवाल है तो रीसेट है तो यह पावर है या सिस्टम रीसेट तो एनएमआई नॉन मस्क़ब्ले इंटरप्ट को रोका नहीं जा सकता है या पूर्व खाली नहीं किया जा सकता है किसी भी एक्सेप्शन के द्वारा सिवा रिसेटके के अलावा तो वह INT NMI लाइन वहाँ है जिसके द्वारा आप कुछ नॉन मस्क़ब्ले इंटरप्ट को जोड़ सकते हैं फिर फाल्ट में हमारे पास हार्ड फाल्ट हो सकती है उनमें हम मेमोरी प्रबंधन कर सकते हैं हमारे पास बस फाल्ट या यूसेज फाल्ट हो सकते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के फाल्ट हैं जो प्रोसेसर द्वारा पहचाने जाते है इसलिए डिफॉल्ट फॉल्ट या कोई भी फॉल्ट एक्टिवेट होने में असमर्थ है इसलिए हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं मैं उस फाल्ट को संभाल सकता हूं इसलिए उन्हें हार्ड फाल्ट कहा जाता है फिर मेमोरी प्रबंधन तो मेमोरी प्रबंधन प्रोसेसर वे उल्लंघन हैं मेमोरी एक्सेस का उल्लंघन कुछ उल्लंघन बस फाल्ट है प्रीफ़ैच और मेमोरी एक्सेस का उल्लंघन और अपरिभाषित अनुदेश के उपयोग 0 से विभाजन करना है अनुदेश को निष्पादित करते समय कुछ असाधारण स्थिति होती है तो 0 से विभाजित करें कुछ विभाजक 0 बन जाते हैं इसलिए परिणामस्वरूप विभाजन अपरिभाषित है फिर सुपरवाइजरी कॉल एसवी कॉल होती है तो ये OS अनुरोध हैं इसलिए हमें एसडब्ल्यूआई निर्देश मिला है तो वे यहाँ SV कॉल पर मैप किए जाते हैं तब एक डीबग मॉनिटर होता है इसलिए इससे आप चिप के संचालन की निगरानी कर सकते हैं तो और एक डिबगर के माध्यम से आप उन लोगों के मूल्यों की जांच कर सकते हैं फिर एक लंबित सुपरवाइजरी कॉल है जैसे pendSV तो यह आपको लंबित सुपरवाइजरी कॉल देगा फिर SysTick इंटरप्ट है इसलिए SysTick इंटरप्ट आंतरिक सिस्टम टाइमर के लिए है तो यह उपयोगी है जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में कुछ सॉफ्टवेयर कुछ टाइमर को लागू करने के लिए तैयार हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ M3 प्रोसेसर से सीधे SysTick इंटरप्ट का उपयोग करते हैं और उन सभी 240 इंटरप्ट बाहरी इंटरप्ट हैं जो हमारे पास हैं इसलिए उन सभी का उपयोग किया जा सकता है तो एक और बहुत ही रोचक विशेषता यह है कि इस एआरएम प्रोसेसर कॉर्टेक्स एम 3 में सशर्त निष्पादन है तो इफ थेन एलसे अन्य प्रकार के निर्देश हैं तो इफ थेन निर्देश जोड़ा गया है तो इसमें16 बिट निर्देश 3 तक अतिरिक्त थेन और एल्स हैं कंडीशन निर्दिष्ट किया जा सकता है हमें इस स्टेटमेंट पर गौर करना चाहिए तो यह ऐसा है यह स्टेटमेंट यह कहता है कि INT INTT तो आप इसे इस तरह से पढ़ते हैं इफ देन एल्स और फिर ईक्यू इसका मतलब है पहला इंस्ट्रक्शन 1 पर अमल किया जाता है यदि कंडिशन ट्रू हैं तो तो यह पहले इंस्ट्रक्शन का मेल खाती है फिर अगला फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन से भी मेल खाता है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन भी निष्पादित किया जाएगा यदि इस कंडीशन इक्वलिटी भी ट्रू हो यह इंस्ट्रक्शन 3 भी निष्पादित किया जाएगा यदि कंडीशन फाल्स हो जो कि एल्स भाग है और अंतिम इंस्ट्रक्शन फिर से निष्पादित किया जाता यदि कंडीशन ट्रू थी तो इस तरह से आपके पास 4 इफ देन एल्स इंस्ट्रक्शन हैं इसलिए मूल रूप से इफ अगर मूल निर्देश जैसे मूव ऐड सब एंड ओर फिर इन ईक्यू की तरह है यदि पहले दूसरे और चौथे निर्देश के बाद वे फिर ट्रू भाग थे तो उनके लिए हमें क्वालिफायर ईक्यू और तीसरे निर्देश के लिए तो यह एल्स भाग था तो यह नॉट ऑफ़ EQ है इसलिए यह NE है तो इसके बजाय यह इस ब्लॉक के समान है इसलिए हमें किसी एक स्टेटमेंट में बात करने की आवश्यकता नहीं है या हम इन सभी फ्लैग को बता सकते हैं और फिर शेष इंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए मुझे यह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह ईक्यू है या फ्लैग कंडीशन एक्सेक्यूशन फ्लैग अलग से बताने की ज़रूरते नहीं है तो यह उन प्रोग्राम्स को लिखने में मदद करता है जहां यदि तत्कालीन प्रकार के स्थिरांक हैं तो किसी भी सामान्य एआरएम कंडीशन कोड का उपयोग किया जा सकता है और ब्लॉक में 16 बिट निर्देश कंडीशन कोड फ्लैग को प्रभावित नहीं करते हैं इसलिए वे कम्परीजन निर्देश के अलावा कंडीशन कोड को प्रभावित नहीं करेंगे 32 बिट निर्देश कंडीशन फ्लैग को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए यह एआरएम निर्देश है कि वे कंडीशन फ्लैग को प्रभावित करेंगे यदि वर्तमान स्टेटस CPSRरजिस्टर में संग्रहीत की जाती है तो कंडीशनल ब्लॉक को सुरक्षित रूप से इंटरप्ट किया जा सकता है और वापस लौटना चाहिए और इफ थेन ब्लॉक में या उससे बाहर ब्रांच करके नहीं जाना चाहिए तो ऐसा है तो आप इस इफ थेन एल्स को पूरा करने से पहले यहां से एक शाखा निर्देश नहीं ले सकते हैं तो आपके पास तीसरा निर्देश ब्रांच आउट निर्देश के रूप में नहीं हो सकता है या आप केवल एक ब्लॉक में शाखा नहीं कर सकते हैं इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इस ब्लॉक के मध्य में मध्य जम्प के लिए आऊंगा इसलिए यह भी संभव नहीं है तो वे वहाँ हैं तो इस तरह से इन M3 प्रोसेसरको कई दिलचस्प सुविधाओं को मिले है और कई और विशेषताएं हैं इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप इस एआरएम मैनुअल को उनके विवरण के लिए देखें तो यह वास्तव में एआरएम प्रोसेसर बहुत शक्तिशाली प्रोसेसर में से एक है और इसको फायदा यू मिला है कि क्योंकि हमें कम पावर की खपत मिली है और यह इस अर्थ में काफी शक्तिशाली है कि यह कई उच्च गति प्रोसेसर के साथ तुलनीय है अब हमारे पास सीमित मात्रा में हार्डवेयर की आवश्यकता है क्योंकि आप केवल आवश्यक भागों को ले सकते हैं और अन्य को प्रोसेसर के भाग के रूप में नहीं लिया जा सकता है